मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस के सत्र में आपका स्वागत है आज हम रिपोर्ट लेखन और रिपोर्ट तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे शोधकर्ता ने अपने शोध को अंतिम परिणाम पूरा कर लिया है या अंतिम जिसे आप जानते हैं कि मूर्त चीज जो अनुसंधान अध्ययन से निकलती है वह है रिपोर्ट तैयार करना कोई भी रिपोर्ट हो सकती है एक मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट हो सकती है क्योंकि विषय मार्केटिंग रिसर्च एंड एनालिसिस हो सकता है मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट किसी भी विज्ञान की रिपोर्ट हो सकती है सामाजिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में कोई भी रिपोर्ट हो सकती है कहीं भी हो सकती है इसलिए जब आप रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तुति के बारे में बात करते हैं तो एक शोधकर्ता के लिए यह होना बहुत महत्वपूर्ण है इस रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत सावधानी बरतें क्योंकि आखिरकार उसने जो भी किया है या उसने किया है वह केवल इस रिपोर्ट का परिणाम है उसे और कुछ नहीं मिला है इस रिपोर्ट के अलावा अन्य साबित करने के लिए इसलिए शोधकर्ता को बहुत सावधान रहना होगा इसलिए आपको एक रिपोर्ट रखते समय क्या करना चाहिए जबकि आप एक रिपोर्ट बनाते हुए जानते हैं कि आपको कैसा होना चाहिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे तो मूल रूप से एक रिपोर्ट क्या है आप एक रिपोर्ट को कैसे परिभाषित करेंगे हम कहते हैं कि एक रिपोर्ट अंतिम समापन या सभी निष्कर्षों का एकीकरण है और जिस विवरण को आप दिन के अंत में अध्ययन के बारे में जानते हैं वह केवल खोज ही नहीं है बल्कि अनुसंधान के लिए रिपोर्ट में कई अन्य बातें भी हैं रिपोर्ट मूल रूप से शुरू होती है और आप विषय शोध रिपोर्ट का शीर्षक अध्ययन का परिचय साहित्य शोध डिजाइन कार्यप्रणाली विश्लेषण निष्कर्ष उनकी चर्चा संदर्भ का उपयोग कर सकते हैं तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग किया सब कुछ एक साथ रिपोर्ट में सामने रखा जाना बहुत महत्वपूर्ण है आम तौर पर मैंने छात्रों को अद्भुत काम करते देखा है लेकिन वे रिपोर्ट लिखने और रिपोर्ट तैयार करने में बहुत खराब हैं परिणामस्वरूप ऐसा होता है कि उन्हें औचित्यपूर्ण परिणाम या अंक नहीं मिलते हैं या परिणाम जो उन्हें दिन के अंत में मिलना चाहिए था दूसरी ओर कुछ बहुत ही बुद्धिमान छात्र भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया है लेकिन वे इस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं कि रिपोर्ट बहुत बढ़िया लगती है यह शानदार लगती है और परिणामस्वरूप हर कोई काम की सराहना करता है तो यह शोध रिपोर्ट क्या है 1988 में बुश और हैटर द्वारा बताई गई समस्याओं के समाधान या नए ज्ञान को प्रकट करने के लिए किए गए अनुशासित अध्ययनों के संचालन के बारे में शोध रिपोर्ट विस्तृत और सटीक विवरण है इसलिए वे क्या कह रहे हैं यह अनुशासित अध्ययन के संचालन का एक विस्तृत और सटीक विवरण है इसलिए यदि आपने एक अध्ययन किया है तो एक अनुशासित अध्ययन जिसे आप जानते हैं कि मार्केटिंग प्रॉब्लम्स एक बाजार में उत्पाद विकास एक बाजार में किया गया प्राइसिंग मैकेनिज्म ऐसा और ऐसा कहते हैं तो नई समस्या को हल करने के लिए या नए ज्ञान को प्रकट करने के लिए तो यह कुछ भी नहीं है बल्कि एक शोध रिपोर्ट के रूप में कहा जाता है तो शोध रिपोर्ट का अर्थ क्या है शोध रिपोर्ट लेखन मौखिक या लिखित प्रतिनिधित्व साक्ष्यों की प्रस्तुति और निष्कर्षों की प्रस्तुति और ऐसे विवरण और रूप हैं जो पाठक द्वारा आसानी से समझे और प्राप्त किए जा सकते हैं और निष्कर्ष की वैधता को सत्यापित करने के लिए उसे सक्षम बनाते हैं अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि आपकी रिपोर्ट एक ऐसी चीज है जैसे कि जब बच्चा रिपोर्ट कार्ड देखकर माता पिता को रिपोर्ट कार्ड देता है तो तुरंत कहता है कि बच्चा ठीक से पढ़ाई कर रहा है या नहीं वह विशेष विषय में रुचि ले रहा है या नहीं किसी अन्य विषय या किसी चीज़ में रुचि है इसलिए यह सब कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ रिपोर्ट कार्ड को देखना है इसी तरह जब एक पाठक एक शोध रिपोर्ट पढ़ रहा होता है तो उसे यह अनुमान लगाने में मददगार होना चाहिए कि उसे इस बारे में क्या अध्ययन करना है और उसे निष्कर्षों को सत्यापित करने में मदद करनी चाहिए तो यह आसान नहीं है स्पष्ट रूप से आसान नहीं है क्योंकि इसका मतलब है कि आपने अपने विचार अपनी अमूर्त सोच और सभी को एक लिखित प्रारूप में रखने की कोशिश की है और यदि यह लिखित प्रारूप बहुत अच्छी तरह से नहीं किया गया है तो पाठक भ्रमित हो जाएगा और आपका अध्ययन होगा प्रकृति में कम मान्य हो अमेरिकी मार्केटिंग सोसाइटी के अनुसार इसका उद्देश्य पर्याप्त विस्तार से अध्ययन के पूरे परिणाम के इच्छुक लोगों को बताना है और प्रत्येक पाठक को डेटा को समझने और खुद को निष्कर्ष की वैधता निर्धारित करने में सक्षम बनाना है इसलिए रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पाठक स्वयं यह कहने की स्थिति में आ जाएगा कि निष्कर्ष स्वयं मान्य है या नहीं यह प्रसार को कवर करता है सामान्यीकरण की वैधता की जांच करने के लिए दूसरों को सूचना और ज्ञान के लिए निष्कर्ष प्रस्तुत करता है दूसरों को उसी या संबद्ध समस्याओं या इसी तरह की समस्याओं पर अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करता है इसलिए यह मूल रूप से एक शोध है रिपोर्ट करता है तो आइए देखते हैं रिपोर्ट और प्रस्तुति का महत्व इसलिए जैसा कि अनुसंधान प्रयास के टैंजीबल प्रोडक्ट्स के साथ शुरू हुआ वह एकमात्र टैंजीबल चीज है आपके पास अपनी शोध रिपोर्ट के अलावा दुनिया को दिखाने के लिए कोई और चीज नहीं है इसीलिए रिपोर्ट को बहुत बनाए रखा जाता है बहुत लंबे समय और यह आपके करियर में कभी भी मददगार होगा प्रबंधन के फैसले रिपोर्ट और प्रस्तुति द्वारा निर्देशित होते हैं इसलिए यदि आपका शोध अध्ययन किया गया है और रिपोर्ट इस रिपोर्ट की मदद से प्रदान की गई है तो प्रबंधन निर्णय लेता है कि क्या रणनीति क्या कार्रवाई की जाए और क्या नहीं परियोजना में कई मार्केटिंग मैनेजर्स की भागीदारी लिखित रिपोर्ट और मौखिक प्रस्तुति तक सीमित है भविष्य में मार्केटिंग रिसर्च शुरू करने या फिर से एक विशेष शोध आपूर्तिकर्ता का उपयोग करने के लिए प्रबंधन का निर्णय रिपोर्ट की कथित उपयोगिता से प्रभावित होगा इसलिए उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक शोध एजेंसी को काम पर रखा है और इस एजेंसी ने एक रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट के आधार पर आप यह तय करते हैं कि एजेंसी के साथ बने रहना है या नहीं इसलिए यह आपके क्लाइंट को प्रभावित करने अपने क्लाइंट को प्रभावित करने और दूसरों को प्रभावित करने का सिर्फ एक तरीका है इसलिए जैसा मैंने शुरू किया उत्पाद रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुति प्रक्रिया इसलिए शुरू में जब आप एक रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं तो यह छह चरणों के साथ शुरू होता है इसलिए वे क्या हैं हमने प्रारंभिक कक्षाओं में उत्पाद समस्या परिभाषा दृष्टिकोण अनुसंधान डिजाइन और क्षेत्र कार्य डेटा विश्लेषण व्याख्या निष्कर्ष और अनुशंसाओं पर अधिक बार फिर से चर्चा की है इसलिए शोधकर्ता डेटा की व्याख्या करता है डेटा का निष्कर्ष निकालता है और फिर वह सिफारिश करना शुरू करता है वह प्रस्तुति रिपोर्ट तैयार करता है वह रिपोर्ट तैयार करता है एक ठोस हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है फिर मौखिक प्रस्तुति ग्राहक द्वारा रिपोर्ट पढ़ना और अंत में अनुसंधान का पालन करना इसलिए पूरे छह चरणों में आप देखें कि हमारे पास पहला कदम कहाँ है हमने अनुसंधान अध्ययन के अधिकांश कार्यों को क्लब कर लिया है और दूसरों को हमने इसे तैयार करने के लिए कहा है कि कैसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए अध्ययन का संचालन करें मौखिक प्रस्तुति करें और हो सकता है कि आप अपने ग्राहक के सामने अपने शिक्षक या कहीं भी मौजूद हों तो इस शोध रिपोर्ट की संरचना संरचना कैसी होनी चाहिए आम तौर पर एक शोध रिपोर्ट जिसे शोध प्रबंध या थीसिस थीसिस पीएचडी कहा जाता है सभी पीएचडी छात्रों को इस विषय में बहुत रुचि होगी क्योंकि दिन के अंत में उन्हें एक शोध रिपोर्ट या एक थीसिस बनाना होगा और यह थीसिस कैसे होनी चाहिए आम तौर पर मैंने देखा है कि हमेशा एक भ्रम होता है फैकल्टीज़ शोधकर्ताओं के बीच विचारों का युद्ध होता है शोध रिपोर्ट की मोटाई क्या होनी चाहिए यह कैसे दिखना चाहिए और सभी आम तौर पर पहले के दिनों में मैंने देखा था कि जब मैंने अपने शिक्षकों या अपने बुजुर्गों को रिपोर्टों को देखा है और सभी वे बहुत मोटे भारी मात्रा में और आकार में बड़े होते थे लेकिन यह वांछनीय नहीं है एक शोध रिपोर्ट को कई अच्छे संगठनों द्वारा सुझाया जाना चाहिए कई अच्छे संस्थान जैसे IIT और सभी अधिकतम 100 अंकों से 150 पृष्ठों के बीच में यह कहना होगा कि यह सिर्फ मेरी अपनी विचार प्रक्रिया है जो मैं कह रहा हूं आप सहमत हो सकते हैं या नहीं लेकिन अगर आप बहुत अधिक लिख रहे हैं जिसका अर्थ है कि कभी कभी शोधकर्ता अध्ययन में बहुत सारी विसंगतियाँ लाता है और अध्ययन में शामिल इतनी अच्छी तरह से सोचा प्रक्रिया नहीं है इसलिए रिपोर्ट को और अधिक संक्षिप्त करना बेहतर है इसलिए तीन चरण प्रारंभिक या उपसर्ग पृष्ठ हैं रिपोर्ट का पाठ जो रिपोर्ट का मुख्य निकाय और आपके द्वारा उपयोग की गई संदर्भ सामग्री है जब आप दूसरों के काम का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट बनाते हैं तो यह बेहद महत्वपूर्ण है अन्यथा एक मौका है कि आप पर साहित्यिक चोरी के मामले में मुकदमा दायर किया जा सकता है लेकिन इससे परे कि पहले प्रिलिमिनरी सेक्शन को करना बुद्धिमानी या ईमानदारी नहीं है प्रिलिमिनरी सेक्शन में ये चीजें शामिल हैं यदि आप शीर्षक पृष्ठ देखते हैं तो शीर्षक पृष्ठ क्या है अब शीर्षक पृष्ठ अध्ययन के शीर्षक सहित होना चाहिए अब अध्ययन का शीर्षक बहुत लंबा और बहुत जटिल नहीं होना चाहिए यह यथासंभव सरल और स्पष्ट होना चाहिए फिर सर्टिफिकेशन उम्मीदवार घोषणा प्रीफेस इंक्लूडिंग द एक्नॉलेजमेंट सामग्री की सूची तालिकाओं की सूची कितनी तालिकाएँ पृष्ठ और सभी आपके द्वारा उपयोग किए गए आंकड़ों की सूची संक्षिप्त नाम की सूची क्योंकि कई बार जब मैं अपना पीएचडी कर रहा था तो हमने देखा कि हमारे प्रोफेसर बहुत ही विशेष रूप से आपके द्वारा उपयोग किए गए अब्बरेविएशन पर हैं क्योंकि कई बार शोधकर्ता संक्षिप्त नाम को समझता है लेकिन उसे लगता है कि यह ठीक है और वह इसमें नहीं लेता है खाते हैं कि दूसरों को एक ही बात का पालन करने में सक्षम नहीं हो सकता है तो परिणामस्वरूप यह बहुत ही जटिल और जटिल हो जाता है हो सकता है कि आप पृष्ठ संख्या 75 का अध्ययन या पढ़ रहे हों और अचानक आप एक अब्बरेविएशन के साथ आए आपको पता नहीं है कि कहां देखना है इसलिए यह कठिन हो जाता है इसलिए संक्षिप्त नाम होना चाहिए वहाँ पहले में प्रारंभिक खंड में ही फिर परिचय अध्ययन की पृष्ठभूमि समस्या का विवरण यह समस्या क्यों और कैसे उत्पन्न हुई अध्ययन का उद्देश्य और उद्देश्य क्या है आपके द्वारा किए गए संभावित शोध प्रश्न क्या हैं या आप किस रूप में विकसित हुए हैं अध्ययन का एक हिस्सा अध्ययन में उपयोग की जाने वाली शर्तों की परिभाषा क्या है और अध्ययन का महत्व क्या है अंत में निष्कर्ष प्रत्येक अध्याय के अंत में एक निष्कर्ष निकालना बेहतर है यह सभी थीसिस लेखकों के लिए है शायद एम टेक थीसिस या शोध रिपोर्ट या यहां तक कि पीएचडी थीसिस या जो भी हो और अध्ययन के अंत में निष्कर्ष प्रत्येक अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण या बुद्धिमान है ऐसा करने के लिए अध्याय 2 आपकी लिटरेचर रिव्यू है यह लिटरेचर रिव्यूक्या है लिटरेचर रिव्यू वह साहित्य है जो आपने उन सभी शोधकर्ताओं का हवाला दिया है जिन्होंने किसी विशेष क्षेत्र में एक अध्ययन किया है इसलिए मान लीजिए कि आप वितरण पर एक शोध कर रहे हैं इसलिए सभी लोग जो समान क्षेत्र पर शोध कर चुके हैं उनके पास क्या है किसी विशेष परिस्थिति में साहित्य का हिस्सा है इसलिए साहित्य का शरीर एक सामान्य क्षेत्र अंडरलाइंग थ्योरी होगा तो इस शोध के पीछे के सभी अंडरलाइंग थ्योरीबहुत महत्वपूर्ण हैं अन्य साहित्य पिछले साहित्य आपके सैद्धांतिक ढांचे आपकी परिकल्पना जो आपने विकसित की है और फिर से अपने निष्कर्ष का उपयोग करते हैं इसलिए साहित्य की समीक्षा मूल रूप से उन शोधकर्ताओं का सम्मान करने के अलावा और कुछ नहीं है जिन्होंने आपके क्षेत्र में काम किया है और उन्हें उस काम के मूल्य देने की कोशिश की है जिसके लिए उन्होंने काम किया था इसलिए एक शोधकर्ता के रूप में आपको उनके काम का समर्थन करने या उनके काम और ऐसी किसी चीज़ पर चर्चा करने की ज़रूरत है जो आपके लिए प्रासंगिक है और फिर उन वैरिएबल्स के साथ सामने आते हैं जो आपने उनके साहित्य उनके पहले के साहित्य से लिए हैं और उनके आधार पर अंडरलाइंग थ्योरी क्या हैं आपका शोध इस पर निर्भर है या आपका शोधकर्ता होगा या आपके शोध की नींव बनेगी इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है तीसरा है रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन में हम इस बारे में बात करते हैं हालांकि हमने इसे लंबाई में किया है लेकिन फिर भी जब आप एक शोध रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उन्हें समझना बहुत महत्वपूर्ण है रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन में आप रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं इसलिए मैं किस रिसर्च डिज़ाइन का उपयोग करने जा रहा हूँ चर क्या हैं रिसर्च डिजाइन मैंने पहले ही इसके बारे में बात की है इसलिए इसमें सभी तरह के अनुसंधान नमूना पैमाने सब कुछ शामिल हैं तो वेरिएबल एंड मेजरमेंट के साथ इसलिए आपने कौन से वैरिएबल्स का उपयोग किया है आपने उन वैरिएबल्स का चयन क्यों किया और उन वैरिएबल्स को चुनने की तर्कसंगतता क्या है यह देखने के लिए शोधकर्ताओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि यह वैरिएबल्स क्यों नहीं यह परिवर्तनशील है फिर से मैंने कहा है कि जब आप संबंध बना रहे हैं उदाहरण के लिए आप एक हाइपोथिसिस को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन मामलों में एक शोधकर्ता के लिए हाइपोथिसिस विकसित करने के कारण को सही ठहराना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए पहले मैं कहता था कि ए बी सी और फिर यह डी और इसलिए यह रिश्ते जो भी आते हैं उन्हें सैद्धांतिक रूप से सही ठहराया जाना चाहिए अन्यथा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए इसके बाद क्वेश्चनायर डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट आता है जिस तरह से आप डेटा जनसंख्या नमूना गुंजाइश और फिर डेटा एनालिसिस और फिर अंत में निष्कर्ष निकालना चाहते हैं अंत में डेटा संग्रह और डेटा एनालिसिस जिसमें हम माप की अच्छाई के लिए जाँच कर रहे हैं रिप्रेसेंटेटिवेनेस ऑफ डेटा परीक्षणों की वैधता चाहे हम जिस उपकरण का उपयोग कर रहे हैं वे पर्याप्त वैध हैं या मान्य नहीं हैं कितने विश्वसनीय हैं वे तो उन चीजों की जाँच की जानी चाहिए वैधता विश्वसनीयता हम पहले ही कर चुके हैं हम बात कर चुके हैं पहले की कक्षाओं में हमने वैधता विवेकशील वैधता समग्र विश्वसनीयता के बारे में बात की है इसलिए ये ऐसे शब्द हैं जिनका हमने उपयोग किया है अंत में हम इन्फेरेंटिअल एनालिसिस descriptive analysisडिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में बात करते हैं आप संबंध के correlation analystकोरिलेशन एनालिस्ट प्रकार और hypothesis testingहाइपोथिसिस टेस्टिंग और फिर से निष्कर्ष को जानते हैं इसलिए प्रत्येक अध्याय को निष्कर्ष के साथ पालन किया जाता है और अंतिम अध्याय पर चर्चा होती है और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा होती है वास्तव में आप कह सकते हैं कि इस मामले की जड़ें यहाँ हैं शोधकर्ता ने जो कुछ भी किया है वह चर्चा के चरण में आता है इसलिए यहां वह वैज्ञानिक दुनिया के साथ चर्चा करता है कि उसका काम क्या है तो चर्चा इम्प्लीकेशनथ्योरेटिकल प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसलिए कभी कभी इसे थ्योरेटिकल और मैनेजरियल इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है प्रबंधन सीमाओं और भविष्य के शोध के दायरे में और फिर से निष्कर्ष तो अंतिम रिफरेन्स मैटेरियल रिफरेन्स मैटेरियल है आम तौर पर ग्रंथ सूची के रूप में विभाजित किया जाता है तो आप किस तरह की शैली का उपयोग कर रहे हैं यदि आप किसी विशेष शैली का अनुसरण कर रहे हैं तो आइए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ शैली एपीए शैली हम कहते हैं तो आपको उस तरह से या हार्वर्ड शैली पर पूरे अध्ययन का पालन करना होगा या कुछ अन्य शैली जो भी शैली आप एक ही शैली का अनुसरण कर रहे हैं उसे अनुसंधान रिपोर्ट में पालन करना होगा अन्यथा यह अच्छी तरह से नहीं लिया गया है appendicesअप्पेंडिसेस में आपके टेबल होने चाहिए आपको आउटपुट डेटा सेट्स पता है और ये सभी चीजें होनी चाहिए यदि शब्दों की शब्दावली यदि आपने कोई किया है तो ये सभी reference materials pageरिफरेन्स मैटेरियल्स पेज का हिस्सा हैं जब आप टाइटल पेज के बारे में बात करते हैं तो यह कुछ हद तक एल्रिक एंड लविज दिशानिर्देशों द्वारा दिया जाता है टाइटल पेज यह कहता है कि शोध ईज़ी से बचें लंबी दूरी के वाहक का चयन करने में प्रथाओं का पालन करें उदाहरण के लिए यह लंबी दूरी की सेवा अध्ययन से बेहतर है अब क्या है क्या यह कह रहा है अब जब आप एक टाइटल पेज बना रहे हैं तो कृपया सावधान रहें क्योंकि आपका टाइटल पेज वह है जिसे दुनिया पढ़ने जा रही है इसलिए यदि आपका टाइटल पेज क्लमज़ी है तो यह बहुत स्पष्ट नहीं है तो आपके अध्ययन को थोड़ा कम मूल्य मिलेगा इसलिए इसी तरह एक विस्तारित वित्तीय बीमा संबंध के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं संबंध अध्ययन से बेहतर है क्योंकि अगर आप कहते हैं कि केवल संबंध अध्ययन का मतलब यह नहीं है कि इसका क्या मतलब है आप जिस संबंध के बारे में बात कर रहे हैं बल्कि यह अधिक स्पष्ट होना चाहिए बीमा संबंध वित्तीय संबंध आप किस बारे में बात कर रहे हैं और निष्कर्ष रूप में यह कहते हैं उदाहरण के लिए निष्कर्ष ग्राहक व्यवहार ग्राहक रवैया या धारणाएं या अध्ययन किए गए विपणक की प्रकृति इसलिए आमतौर पर बाजार का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिज़ाइन किए गए नमूनों के साथ अध्ययन दिलचस्प नतीजों से बचता है जो निष्कर्ष के लिए प्रासंगिक नहीं हैं अब यह कुछ बहुत महत्वपूर्ण है यह एक बहुत अच्छा लेखन जानकारी का टुकड़ा है मान लीजिए कि आपके पास कई बार शोधकर्ता इस पट्टा का पालन करते हैं यदि आपने कोई अध्ययन नहीं किया है या यदि आपके डेटा के हिस्से के रूप में कुछ नहीं आ रहा है या कोई समर्थन या पर्याप्त वैज्ञानिक समर्थन नहीं है तो कृपया इस तरह का हवाला न दें डेटा उसके संबंध में कुछ भी न लिखें क्योंकि वे आपके अध्ययन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं इसलिए शायद बयान या पैराग्राफ के रूप में विभिन्न विषयों या बाजार क्षेत्रों को कवर करने वाले निष्कर्षों की पहचान करने के लिए सबहेडिंग्ज़ का उपयोग करें रिपोर्ट लिखते समय क्या कठिनाइयाँ या समस्याएँ होती हैं समस्या संचार की है कई बार रिपोर्ट लिखते समय भी हमें तकनीकी शब्दों में कठिनाई आ रही है उन्हें ठीक से समझाया जाना चाहिए इसलिए यदि आप एक तकनीकी शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो कृपया इसे ठीक से समझाएं क्योंकि दुनिया इसे समझ नहीं सकती है यह न तो बहुत सरल और न ही बहुत कठिन अभिव्यक्ति होनी चाहिए अभी भी सरल है बहुत मुश्किल नहीं है पाठक के ज्ञान और विषय वस्तु का लेबल ताकि आपकी रिपोर्ट को पढ़ने वाला हो तदनुसार आपका विषय होना चाहिए और इसे उसी तरीके से समझाया जाना चाहिए भाषा और ड्राफ्टिंग आप कितनी अच्छी तरह ड्राफ्टिंग कर रहे हैं आपकी भाषा कितनी अच्छी है यह रिपोर्ट को और अधिक सुंदर पढ़ने के लिए और अधिक रोचक बनाती है समस्या के बाद अगली समस्या संचार की निष्पक्षता की समस्या अब कई बार एक रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को अपने उद्देश्य को बनाए रखना मुश्किल होता है अध्ययन की वस्तुनिष्ठता क्या है इसलिए वह कभी कभी रास्ता भूल जाता है और किसी अन्य क्षेत्र में चला जाता है जो वास्तव में अध्ययन का उसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है इसलिए यह तय करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि उद्देश्य क्या है और आपको अपने उद्देश्य से चिपके रहना चाहिए कड़वे सच और अप्रिय तथ्यों की अभिव्यक्ति की समस्या अब यह बहुत दिलचस्प है सत्य भी अच्छे हैं सत्य कहना हमेशा महत्वपूर्ण होता है लेकिन आप कैसे कहते हैं कि सत्य महत्वपूर्ण है इसलिए यदि सत्य कड़वा है और यह अप्रिय है आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे व्यक्त किया जाए इसलिए ड्राफ्ट्स तैयार करना पहला ड्राफ्ट दूसरा ड्राफ्ट तीसरा ड्राफ्ट है इसलिए पहले ड्राफ्ट में तथ्यों की व्यापकता या परिपूर्णता तथ्यों की सटीकता लॉजिकल फ्लो और तथ्यों और विचारों के आंदोलनों या संक्रमण शामिल हैं इसी तरह जब आप बात कर रहे हैं तो पहले चरण में पहली रिपोर्ट में यह पहली रिपोर्ट है दूसरी रिपोर्ट जो मुझे लगता है कि है अच्छी तरह से दूसरी और तीसरी रिपोर्ट मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन दूसरी रिपोर्ट में आप इस बात का विस्तार करने की कोशिश करते हैं और किसी अन्य इनपुट के लिए जाँच करते हैं कभी कभी दूसरी और तीसरी रिपोर्ट का होना भी आवश्यक नहीं होता है लेकिन हमेशा एक से अधिक रिपोर्ट का होना बेहतर होता है क्योंकि यह हमेशा होता है कि आपने इस पर सुधार किया है इसलिए जब आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपको इन बातों को समझना चाहिए एक विशिष्ट पाठक या पाठकों के लिए एक रिपोर्ट लिखनी चाहिए जो मार्केटिंग मैनेजर्स परिणाम का उपयोग करेंगे अब यदि आप मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए लिख रहे हैं तो यह नहीं हो सकता है एक ही रिपोर्ट एक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत दिलचस्प नहीं हो सकती है इसी तरह एक वैज्ञानिक समुदाय के लिए कुछ लिखा मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए बहुत दिलचस्प नहीं हो सकता है इसलिए आपको यह समझने की आवश्यकता है कि कौन है आपके पाठक के अनुसार आपको रिपोर्ट लिखना है अनुसरण करना आसान है रिपोर्ट का पालन करना आसान होना चाहिए यह तार्किक रूप से संरचित होना चाहिए और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने योग्य और व्यावसायिक रूप से लिखा जाना चाहिए अब यह बहुत महत्वपूर्ण है बहुत बार कई बार मैंने अपने छात्रों को एक लेखन अनुसंधान रिपोर्ट का संचालन करते हुए देखा है और फिर उनकी उपस्थिति के बारे में बहुत विशेष नहीं है उन्हें लगता है कि पैकेजिंग कुछ भी नहीं है लेकिन यह बहुत गलत है क्योंकि आखिरकार हम भी हमारे साथ न्याय करते हैं जिस तरह से यह बाहर से दिखता है उसी तरह से काम करें इसलिए आपको इस बात पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है कि आपकी रिपोर्ट कैसी दिख रही है ऑब्जेक्टिविटी एक गुण है जो रिपोर्ट लेखन का मार्गदर्शन करेगा यही हमने चर्चा की है नियम यह बता रहा है जैसे यह है इसलिए आपका उद्देश्य क्या है आप क्या कर रहे हैं तदनुसार आपको यह करना चाहिए टेबल्स और ग्राफ़ के साथ टेक्स्ट को सुदृढ़ करें पाठ में अपनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुदृढ़ करना महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए मान लें कि आपको कुछ डेटासेट या कुछ डेटा विश्लेषण दिए गए हैं कृपया टेबल्स और ग्राफ़ चित्र मानचित्र के माध्यम से पाठ में जानकारी प्रदान करने का प्रयास करें एक विज़ुअल आउटपुट ताकि यह शोधकर्ता के लिए पढ़ने और समझने के लिए बहुत सरल हो जाए संक्षिप्त रिपोर्ट को संक्षिप्त होना चाहिए अर्थात संक्षिप्त होना चाहिए संक्षिप्तता को पूर्णता की कीमत पर हासिल नहीं किया जाना चाहिए जो कि व्यापार बंद संक्षिप्तता है संक्षिप्त होने के लिए कभी कभी संक्षिप्त होने के लिए और अधिक विशिष्ट होने के लिए इसे कम करें आपको इसे पूर्णता की कीमत पर नहीं करना चाहिए इसलिए व्यापार बंद करना होगा बहुत ज्यादा समझाने की भी कोशिश करना कभी कभी आप अनावश्यक चीजें लिखना शुरू कर देते हैं जो कि वांछित नहीं है और न ही आपको इसे बहुत संक्षिप्त रूप में बताने की कोशिश करनी चाहिए इसलिए तालिकाओं के दिशानिर्देश अब महत्वपूर्ण है प्रत्येक तालिका में एक नंबर होना चाहिए प्रत्येक तालिका में एक संख्या और शीर्षक दोनों होना चाहिए pictorial levelपिक्टोरियल लेवल पर जिसका मतलब है कि तालिका स्तर पर और भीतर मुख्य अध्याय में भी किसी तालिका में डेटा आइटम की व्यवस्था को डेटा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर जोर देना चाहिए तालिका में डेटा आइटम सबसे महत्वपूर्ण पर जोर देना चाहिए ताकि आप इसे बोल्ड कर सकें आप इसे उजागर कर सकते हैं ताकि कोई भी आसानी से देख सके और समझना माप का आधार माप की इकाई को स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए और कई बार माप की इकाई गलती से चूक जाती है यह एक ऐसा अपराध है जिसे नहीं करना चाहिए नेताओं डॉट्स या हाइफ़न का उपयोग क्षैतिज रूप से आंख का नेतृत्व करने एकरूपता प्रदान करने और पठनीयता में सुधार करने के लिए किया जाना चाहिए कागज़ पर शासन करने के बजाय हॉरिज़ॉन्टली और वर्टिकली सफेद रिक्त स्थान का उपयोग डेटा आइटम सेट करने के लिए किया जाता है डेटा के विभिन्न वर्गों के बाद Skipping linesस्किप्पिंग लाइन्स भी आंख की सहायता कर सकते हैं तो ये कुछ हैं एक लेखक के रूप में तकनीकें जिसे आपको उपयोग करना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो जाए पाठक को अधिक दिखाई दे स्पष्टीकरण और टिप्पणियां शीर्षक स्टब्स और फ़ुटनोट्स वर्टीकल कॉलम्स के ऊपर रखे गए डेसिगनेशंसको हेडिंग कहा जाता है इसी तरह स्टब्स बाएं हाथ के कॉलम्स हैं तालिका में शामिल नहीं की जा सकने वाली जानकारी को फ़ुटनोट्स द्वारा समझाया जाना चाहिए मान लें कि तालिका में कुछ जानकारी है जो आप जगह की कमी के कारण प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं या कुछ कृपया एक फ़ुटनोट दें बहुत महत्वपूर्ण है डेटा के स्रोत यदि आप नहीं दे रहे हैं तो आप एक अपराध कर रहे हैं यदि तालिका में निहित डेटा सेकेंडरी हैं तो स्रोत का हवाला दिया जाना चाहिए तो यह एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं हैं इसलिए एक अच्छी रिपोर्ट को आखिरकार कैसे दिखना चाहिए यह सभी कोणों से आकर्षक इतना आकर्षक होना चाहिए सब कुछ स्पष्ट संक्षिप्त प्रस्तुत करने योग्य विषय स्पष्ट है क्योंकि विषय वह है जिसके माध्यम से पाठक आपके विषय को शायद Google पर या कहीं पर खोज रहा है इसलिए विषय को बहुत स्पष्ट होना चाहिए संतुलित भाषा को संतुलित करना पड़ता है आप किसी को समझने के लिए अत्यधिक कठिन भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं और न ही आप ऐसी भाषा का उपयोग कर सकते हैं जो अत्यधिक अवैज्ञानिक है और बहुत ढीली दिखती है ताकि शोधकर्ता रुचि खोना शुरू कर दे वह कहते हैं कि यह बहुत कुछ ऐसा है आम रिपोर्ट तथ्यों को न दोहराएं रिपोर्ट लेखन में तथ्यों के दोहराव से बचा जाना चाहिए वैज्ञानिक तथ्यों का कथन इसलिए आपको वैज्ञानिक तथ्यों के पीछे कथन देना होगा Practicabilityप्रक्टिसाबिलिटी रिपोर्ट प्रकृति में अत्यधिक व्यावहारिक होनी चाहिए और कठिनाई और कमियों का वर्णन करना चाहिए यदि कोई कठिनाई है तो किसी भी कमी को ठीक से समझाया जाना चाहिए यही एक अच्छी रिपोर्ट बन जाती है जैसा दिखता है तो ये चीजें हैं जिनमें सावधान रहना साहित्य की समीक्षा treatment of quotationsट्रीटमेंट ऑफ़ कोटेशन्स आकार और भौतिक डिज़ाइन फ़ुटनोट्स अब्बरेविएशन्स अब्बरेविएशन्स का उपयोग statistic chartsस्टेटिस्टिक चार्ट्स और रेखांकन का उपयोग bibliographyबिबलियोग्राफी इंडेक्स और appendicesअप्पेंडिसेस और निष्कर्ष हैं यदि आप इस सब का पालन कर रहे हैं जो मैंने कहा है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी रिपोर्ट बहुत बेहतर और बेहतर दिखेगी अब मौखिक प्रस्तुति पर आ रहे हैं एक प्रभावी प्रस्तुति की कुंजी तैयारी है इसलिए वे कहते हैं कि यदि आप किसी को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपने अपनी रिपोर्ट लिखी है लेकिन अब आपको रिपोर्ट पेश करनी होगी इसलिए जब आप इसे मौखिक रूप से एक लिखित स्क्रिप्ट या विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं तो शोध लिखित रिपोर्ट के प्रारूप का पालन करना चाहिए प्रस्तुति को दर्शकों के लिए तैयार किया जाना चाहिए ताकि जब आप मौखिक प्रस्तुति कर रहे हों तो पीपीटी या जो भी सामग्री आप बना रहे हैं उसे कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना पड़े और फिर प्रस्तुति को दर्शकों के अनुसार बनाया जाना चाहिए जो सुनने वाला है प्रस्तुति को स्पष्ट रूप से कई बार पूर्वाभ्यास किया जाना चाहिए जितना अधिक आप इसे बेहतर तैयार करेंगे विज़ुअल एड्स जरूरी है इसे विभिन्न प्रकार के मीडिया के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए प्रस्तुति के दौरान दर्शकों के साथ आंखों के संपर्क को बनाए रखना महत्वपूर्ण है इसलिए यह मौखिक प्रस्तुति पक्ष है और मैं सिर्फ आपको संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूं जब आप आंख में मौखिक प्रस्तुति कर रहे होते हैं जब आप देखते हैं जब आप अधिक स्पष्ट रूप से शोधकर्ता शामिल होते हैं तो दर्शकों को लगता है कि शोधकर्ता शामिल है और वह कुछ गंभीरता से योगदान दे रहा है फिलर शब्द जैसे उह आप जानते हैं ऑल राइट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए अब ये महत्वपूर्ण छोटी चीजें हैं लेकिन वे महत्वपूर्ण हैं वे बहुत मायने रखते हैं आपकी प्रस्तुति इन के आधार पर अच्छी या बुरी हो सकती है बातें टेल " एम सिद्धांत एक प्रस्तुति को संरचित करने के लिए प्रभावी है यह रखें चुंबन जिसमें कहा गया है की किस एम"Kiss Em सिद्धांत यह सरल रखने के लिए और सीधे आगे अपनी प्रस्तुति सरल और सीधा होना चाहिए जब भी आप बोल रहे हों तो बॉडी लैंग्वेज को नियोजित किया जाना चाहिए और सकारात्मक होना चाहिए और आप इसे जितना संभव हो उतने बार उपयोग करें क्योंकि इससे आपकी भागीदारी खेलने में आ जाती है और दर्शक न केवल आपको सुन रहे हैं वह आपके शरीर को देख रहा है और वह वहां से भी समझने की कोशिश कर रहा है स्पीकर को वॉल्यूम अलग अलग होना चाहिए अब मॉड्यूलेशन आपने कुछ बहुत अच्छे नेताओं राजनीतिक नेताओं और सभी को देखा है अब वे बहुत अच्छी तरह से संग्राहक हैं उनकी आवाज़ उनकी पिच आवाज़ की गुणवत्ता और सभी इसलिए यह सब करके उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी प्रस्तुति क्षमताओं में सुधार किया है इसलिए यह सब हमारे पास है इसलिए मुझे आशा है कि आप इसके साथ हैं आप इसका महत्व समझ चुके हैं रिपोर्ट लेखन की और मौखिक प्रस्तुति और मुझे आशा है इसलिए यदि आप इन सरल तकनीकों का पालन करते हैं तो आपकी रिपोर्ट लेखन बहुत अधिक प्रभावी बहुत बेहतर बन सकती है और मुझे यकीन है कि आप निश्चित रूप से इससे बेहतर करेंगे जो आप पहले कर रहे हैं और इसके साथ कह रहे हैं अपनी मौखिक प्रस्तुति लिखने की रिपोर्ट में भी सुधार होना चाहिए और उन सरल चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और मुझे यकीन है कि आप इसे बेहतर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद